इसलिए हम कुछ अन्य प्रोटोकॉल के साथ जारी रखते हैं और अब हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रोटोकॉल को देखने जा रहे हैं जो पिछले प्रोटोकॉल से थोड़ा अलग है जो कि हम नेटवर्किंग IoT नेटवर्किंग के मूल के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो यह प्रोटोकॉल AMQP प्रोटोकॉल है और इसका पूर्ण रूप एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल है और यह एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल मूल रूप से कुछ प्रकार के ओपन स्टैंडर्ड का अनुसरण करता है जो आई एस ओ पर आधारित है तो यह मूल रूप से ISO IEC 1964 स्टैंडर्ड का अनुसरण करता है तो यह मानक मूल रूप से यह परिभाषित करने में मदद करता है कि व्यवसाय व्यावसायिक अनुप्रयोगों या संगठनों से मिस्ट्स कैसे पारित होने जा रहे हैं तो दूसरे शब्दों में एक विशेष व्यवसाय विभिन्न प्रणालियों और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं से मिलकर बनता है तो विभिन्न प्रणालियों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के संग्रह के रूप में एक व्यवसाय की कल्पना की जा सकती है तो यह विशेष स्टैंडर्ड इन प्रणालियों के बीच कम्युनिकेशन करने में मदद करता है बल्कि इन विभिन्न प्रणालियों और उस विशेष व्यवसाय की व्यावसायिक प्रक्रियाओं के बीच जुड़ता है तो यह एक बायनरी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और इस मामले में डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई को फ्रेम के रूप में जाना जाता है तो यह लिंक लेयर में फ्रेम की अवधारणा से थोड़ा अलग है तो आप यहां जानते हैं कि इसे फ्रेम के रूप में भी जाना जाता है लेकिन यह बिल्कुल वही फ्रेम नहीं है जिसके बारे में हमने लिंक लेयर प्रोटोकॉल के संदर्भ में बात की थी तो अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह विशेष प्रोटोकॉल कैसे काम करता है इसलिए हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो विभिन्न मैसेजेस को प्रोड्यूस करते हैं हैं हमारे पास एक सर्वर है और दूसरी ओर हमारे पास फिर से क्लाइंट्स की एक लेयर है जो मैसेजेस के उपभोक्ता हैं इसलिए हमारे पास मैसेजेस के निर्माता हैं हमारे पास सर्वर है जिसमें संदेश भेजने के लिए राउटर और फिल्टर और क्यू शामिल हैं मैसेज भेजने के लिए और मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए हैं और फिर हमारे पास मैसेज के उपभोक्ता हैं तो यह सर्वर मूल रूप से ब्रोकर के रूप में कार्य करता है तो अनिवार्य रूप से क्या होता है ये क्लाइंट्स उदाहरण के लिए हैं विभिन्न सेंसर वे अलग अलग डेटा का उत्पादन करते हैं वे अलग अलग मैसेज प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इन मैसेजेस को अलग अलग राउटर और फिल्टर में इस तरीके से भेजा जाता है जिन्हें फिर से भविष्य में फॉरवर्ड करने के इरादे से एक क्यू में बफ़र किया जा सकता है और यह डेटा सर्वर से आगे फॉरवर्ड किए गए डेटा को अन्य प्रकारों में भेजा जाता है क्लाइंट्स जो इन मैसेजेस के कंजूमर हैं इसलिए हमारे पास उत्पादक हैं हमारे पास सर्वर बीच में है और हमारे पास उपभोक्ता हैं तो ए एम क्यू पी को विभिन्न विशेषताओं के संग्रह के रूप में माना जा सकता है ये सुविधाएँ मूल रूप से संगठन जैसी चीजों में कटौती करती हैं इसलिए मूल रूप से AMQP विभिन्न संगठनों को जोड़ने में मदद कर सकता है विभिन्न टेक्नोलॉजीज को समय के संबंध में जोड़ सकता है इसका मतलब है समय के विभिन्न बिंदुओं पर और टेक्नोलॉजीज और संगठन जो अलग अलग स्थानों में स्थित हैं उन्हें भी जोड़ रहे हैं और संगठन जो अलग अलग स्थानों में स्थित हैं उन्हें भी जोड़ रहे हैं तो ये AMQP की मुख्य विशेषताएं हैं इसलिए संगठनों प्रौद्योगिकियों समय और स्थान को जोड़ना जो अलग हो सकते हैं अलग अलग संगठन अलग अलग प्रौद्योगिकियां जिन्हें आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में समय भिन्नता के संबंध में AMQP मूल रूप से कनेक्शन में मदद करता है AMQP एक अलग दृष्टिकोण से कुछ अन्य विशेषताएं सुरक्षा विश्वसनीयता सुरक्षा इंटरऑपरेबिलिटी का समर्थन करता है जो मुझे लगता है सुरक्षा और विश्वसनीयता को ठीक से समझते हैं मेरा मतलब उनके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है लेकिन इंटरऑपरेबिलिटी हम मूल रूप से न केवल उपकरणों बल्कि प्रोटोकॉल एल्गोरिदम संदेश आदि के संदर्भ में है तो यह अगला फीचर है और फिर संदेशों की राउटिंग संदेशों को कतारबद्ध करना और यह एक ओपन स्टैंडर्ड का अनुसरण करता है जो ISO पर आधारित है इसलिए विभिन्न संदेश हैं जो इस विशेष प्रोटोकॉल में शामिल हैं और संदेश वितरण की गारंटी के लिए क्या आवश्यक है ये संदेश डिलीवरी गारंटी तीन अलग अलग रूपों में हो सकती है पहला सबसे अधिक एक बार होता है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक संदेश को एक बार वितरित किया जाता है इसका मतलब है इच्छित प्राप्तकर्ता को एक बार या कभी नहीं कम से कम एक बार प्रत्येक संदेश को वितरित किया जाना निश्चित है लेकिन कई बार हो सकता है लेकिन यह कम से कम शब्दों में करना चाहिए क्योंकि संदेश हमेशा निश्चित रूप से पहुंचेंगे और करेंगे तो यह केवल एक बार है तो ये तीन अलग अलग संदेश संदेश के प्रकार वितरण प्रकार और गारंटी हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं तो विभिन्न 9 AMQP फ्रेम प्रकार हैं जो नियंत्रण शुरू करने और दो पीअर्स के बीच संदेशों के हस्तांतरण को अलग करने के लिए परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो हमारे पास पहले एक है पहला फ्रेम प्रकार है खुला फ्रेम जो इस से संबंधित कनेक्शन खोलने के लिए उपयोग किया जाता है हमारे पास बंद फ्रेम प्रकार है बंद फ्रेम है जो कनेक्शन को बंद करने के लिए है फिर हमारे पास आरंभिक फ्रेम प्रकार है जो एक सत्र खोलने के लिए है और इसके बाद हमारे पास सुसंगत अंत फ्रेम है जो उस विशेष सत्र को बंद करने के लिए है फिर हमारे पास वह अटैच है जो मूल रूप से एक नया लिंक हस्तांतरण शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है जोकि वास्तविक संदेश प्रवाह भेजने के लिए संदेश प्रवाह दर नियंत्रित करने के लिए और स्वभाव को जो हस्तांतरण की स्थिति में बदलावों की सूचना देता है और फिर हमारे पास डीटैच लिंक है जो लिंक को समाप्त करने के लिए है तो ओपन क्लोज बिगिन एन्ड अटैच डीटैच और बीच में हमारे पास स्थानांतरण प्रवाह और स्वभाव फ्रेम प्रकार हैं तो इस विशेष प्रोटोकॉल के विभिन्न घटकों में तीन चीजें तीन प्राथमिक चीजें शामिल हैं एक एक्सचेंज है दूसरा क्यू है और तीसरा बाइंडिंग है तो एक्सचेंज घटक मूल रूप से ब्रोकर का हिस्सा होता है जो उस में होता है जो संदेशों को प्राप्त करने और उन्हें क्यूस तक ले जाने का काम करता है क्यूस मूल रूप से अलग अलग व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग होती हैं इसलिए अलग अलग या अलग अलग व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग क्यूस का उपयोग किया जाता है और उपभोक्ता क्यूस से संदेश प्राप्त करते हैं बाइंडिंग संदेशों को वितरित करने के लिए नियम हैं जिसका अर्थ है कि कौन निर्धारित कर सकता है कि कौन पा सकता है क्या संदेश संदेश का गंतव्य इत्यादि तो हमारे पास AMQP के मामले में विभिन्न विनिमय प्रकार हैं AMQP के मूल रूप से चार अलग अलग एक्सचेंज प्रकार हैं एक डायरेक्ट है दूसरा मूल रूप से फैन आउट है तीसरा टॉपिक है और चौथा हैडर है तो ये चार अलग अलग AMQP एक्सचेंज हैं इसलिए डायरेक्ट एक्सचेंज फैन आउट एक्सचेंज टॉपिक एक्सचेंज और हेडर एक्सचेंज हम चीजों को सरल और आसानी से याद रखने के लिए इन पर विस्तार से नहीं जा रहे हैं इसलिए यही कारण है कि हमने इन पर आगे विस्तार से चर्चा नहीं रहे हैं तो ये AMQP की कुछ विशेषताएं हैं यह लक्षित QoS प्रदान करता है जो मूल रूप से कुछ लिंक्स पर्सिस्टेंस के लिए QoS की चयनात्मक पेशकश को लक्षित करता है जिसका मूल रूप से तात्पर्य MES मैसेज डिलीवरी गारंटी देना फिर हमारे पास कई उपभोक्ताओं को मैसेज डिलीवरी है कई उपभोग सुनिश्चित करने की संभावना कई उपभोग और उच्च गति को रोकने की संभावना है ऍप्लिकेशन्स के संदर्भ में इसका उपयोग निगरानी और वैश्विक अपडेट ऍप्लिकेशन्स को साझा करने विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जा सकता है जिससे सर्वर तुरंत रिक्वेस्ट का तुरंत रेस्पॉन्ड कर सके और थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए समय लेने वाले कार्यों को प्रतिनिधि बना सके एक वितरण खपत के लिए कई क्लाइंट्स को संदेश किसी भी समय डेटा प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन क्लाइंट्स को सक्षम करना और एप्लिकेशन डेप्लोय्मेंट्स की विश्वसनीयता और अपटाइम बढ़ाना तो यह मूल रूप से इस प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा का निष्कर्ष निकालता है इसलिए इसके साथ हम मूल रूप से IoT नेटवर्किंग के बेसिक्स पर व्याख्यान की श्रृंखला के अंत में आते हैं और अगले व्याख्यान में फिर से हम कुछ प्रोटोकॉल देखेंगे लेकिन जिस दृष्टिकोण से हम देखने जा रहे हैं वह विभिन्न होने जा रहा है इसलिए हमें उन प्रोटोकॉल को देखना है जो बहुत उपयोगी हैं और जिनका उपयोग IoT में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जाता है धन्यवाद